हमने देखा कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो मिलकर बौद्धिक संपदा अधिकार बनाते हैं और हमने यह तथ्य भी जाना कि विषय वस्तु को दोहराया जा सकता है और ये अधिकार सही मालिक को इन्हें दूसरों के विरुद्ध लागू करने का विकल्प देते हैं इसके अतिरिक्त हमने बौद्धिक संपदा अधिकारों की कुछ और विशेषताएं भी जानी बौद्धिक संपदा अधिकारों को समझने और परिभाषित करने के लिए सबसे पहले हमें उस विषय वस्तु को समझना होगा जिस पर बौद्धिक संपदा अधिकार स्वयं को प्रकट करते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकार अधिकारों का एक समूह है जो अपने आप को विचारों की अलग अलग अभिव्यक्तियों में प्रकट करते हैं यह उसकी एक परिभाषा है यह अपने आप को विचारों में नहीं बल्कि नए अधिकारों में प्रकट करते हैं जैसे कि भौगोलिक संकेत वास्तव में कोई विचार नहीं है यह एक तथ्य है कि कुछ उत्पाद किसी विशेष भौगोलिक संरचना से निकलते हैं और इसीलिए मूल्यवान होते हैं इस प्रकार यह उस स्थान की विशेषता को दर्शाते हैं उस स्थान का कोई विशेष मौसम हो सकता है या कोई विशेष जलवायु हो सकती है जो उस उत्पाद को बनाने में योगदान देती हैं इस प्रकार आप उस उत्पाद को उस विशेष स्थान के द्वारा पहचान सकते हैं अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि इन भौगोलिक संकेतों का लाभ किसे मिलेगा क्या इनका लाभ उस समुदाय के लोगों को मिलेगा जो इनका उपयोग करते हैं या जो इनका निर्माण करते हैं या वे लोग जो दार्जिलिंग टी के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं वह लोग जिनके पास दार्जिलिंग के चाय के बागान हैं और जो वास्तव में चाय के निर्माता हैं वह उस लेबल को प्रयोग कर सकते हैं और कह सकते हैं कि यह चाय दार्जिलिंग से है क्योंकि दार्जिलिंग चाय में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो श्रीलंका के कुछ भागों में उगाए गए चाय के पेड़ों में नहीं होती इसलिए वह लोग जो एक विशेष क्षेत्र में किसी उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं वह जी आई अर्थात ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दावा कर सकते हैं अब हम अपनी परिभाषा पर वापस आते हैं जिसमें हम यह जानते हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकार अपने आप को विषय वस्तु पर प्रकट करते हैं यदि एक विचार अपने आप को एक अविष्कार के रूप में प्रकट करता है तो इसकी रक्षा पेटेंट द्वारा की जाती है और यदि एक विचार अपने आप को किसी अभिव्यक्ति साहित्य कार्य कलात्मक कार्य या चलचित्र संबंधी कार्य में अभिव्यक्त करता है तो इसकी रक्षा कॉपीराइट द्वारा की जाती है अगर यह विचार सौंदर्यवादी डिजाइन है जो आंखों को अच्छा लगता है परंतु इसका कोई कार्यात्मक घटक नहीं है यह सिर्फ आंखों को अच्छा लगता है तो हम यह कहते हैं कि ऐसा विषय वस्तु पंजीकृत डिजाइन द्वारा रक्षित किया जा सकता है रजिस्टर डिजाइन को समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा एक जूता जिसका डिजाइन नाइक या एडिडास जैसी कंपनी ने बनाया है तो इसमें निश्चित रूप से कुछ ऐसे डिजाइन एलिमेंट होंगे जो इसकी कार्यात्मकता में योगदान देते होंगे ये हवा को जल्दी काटते है इसकी पकड़ पैरों के कुछ हिस्सों को निश्चित ही सहारा देती है इसलिए यह डिजाइन एलिमेंट एक कार्यात्मक घटक भी होते हैं इसलिए हम यह नहीं कहते कि यह डिजाइन पंजीकृत डिजाइन की विषय वस्तु होनी चाहिए क्योंकि यह सौंदर्यवादी डिजाइन का हिस्सा हो सकते हैं परंतु यदि इसका कार्यात्मक हिस्सा है तो अधिकारकर्ता पंजीकृत डिजाइन के लिए नहीं जाएगा जबकि अगर एक जूता खरगोश की भांति डिजाइन किया हुआ है क्योंकि बच्चों के जूते खरगोश या कार्टून कैरेक्टर की तरह डिजाइन किए जाते हैं इन मामलों में हम नहीं कहते कि डिजाइन में कार्यात्मक एलिमेंट होता है हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि पंजीकृत डिजाइन का दायरा उन वस्तुओं के लिए है जो आंखों को सुंदर लगती हैं और दिखाई दे सकती हैं इसलिए जब कार्यात्मक एलिमेंट डिजाइन के साथ जुड़ जाते हैं तो अधिकारकर्ता सामान्यतः इसका रजिस्टर्ड डिजाइन नहीं करवाते उनके विविध अधिकार होते हैं पहला यह एक ट्रेडमार्क होता है फिर वस्तु का कॉपीराइट इस आधार पर किया जाता है कि वह कैसी दिखाई देती है क्योंकि ज्यादातर डिजनी कैरक्टर्स किसी एक पॉइंट पर कॉपीराइट के विषय वस्तु होते हैं इसलिए आप उस इमेज को किसी और रूप में नहीं बना सकते क्योंकि यह कॉपीराइट का उल्लंघन करता है और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में लेखक की जीवन अवधि 60 वर्ष है इसलिए यह एक मजबूत अधिकार है कि बौद्धिक संपदा को परिभाषित करने से पहले हम विषय वस्तु को देखते हैं फिर हम उस रूप को देखते हैं जिसके द्वारा इसकी रक्षा की जाती है हमने कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकार अमूर्त अधिकार हैं और इसलिए कभी कभी हमारे लिए इन अधिकारों की सीमाओं को निश्चित करना कठिन हो जाता है पंजीकरण एक तरीका है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं अधिकारकर्ता ने क्या दावा किया है पेटेंट स्पेसिफिकेशन का पंजीकरण भी हो सकता है जिसके द्वारा पेटेंट दिया गया है पंजीकरण किसी साहित्यिक कार्य का भी पंजीकरण हो सकता है साहित्यिक कार्य भी पंजीकृत हो सकते हैं हालांकि यह अनिवार्य नहीं है सॉफ्टवेयर कोड उस तरह पंजीकृत हो सकते हैं जिस प्रकार कॉपीराइट ट्रेडमार्क पंजीकृत होते हैं इस प्रकार पंजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह अधिकार अधिकारिक हो जाते हैं यह मान्यता प्राप्त है लोग इसकी जांच कर सकते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के कानून का समर्थन प्राप्त है यह कानून ट्रेडमार्क होल्डर को इसे दूसरों के विरुद्ध दिए गए patent को लागू करने का अधिकार देता है पंजीकरण सरकार या राज्य द्वारा किया जाता है पंजीकरण बौद्धिक संपदा अधिकार को मान्यता प्रदान करता है इसमें विषय वस्तु भिन्न भिन्न हो सकते हैं और विषय वस्तु के आधार पर आपको अलग प्रकार के अधिकार और पंजीकरण प्राप्त होते हैं पंजीकरण का विवरण भी भिन्न भिन्न होता है क्योंकि यदि आप एक डिजाइन रजिस्टर डिजाइन या एक रजिस्टर ट्रेडमार्क दाखिल कर रहे हैं तो आप सिर्फ फॉर्म और आंकड़े भरते हैं आप कुछ कागजात और अंक भरते हैं फिर रजिस्ट्री चेक होती है और अगर यह क्लियर हो जाती है तो आपको अपना अधिकार मिल जाता है जो पहले हो चुका है उससे इसकी तुलना की जाती है अगर इसमें समान शब्दों का प्रयोग हुआ है तो रजिस्ट्री आपत्ति जता सकती है यदि इसमें पहले प्रयोग किए हुए शब्द नहीं है और आपने स्वयं कुछ शब्दों को घढ़ा है जिन्हें पहले किसी ने प्रयोग नहीं किया तो आपको यह मिलने की पूरी संभावना है यह एक सीधी प्रक्रिया है अगर डिजाइन मौलिक है तो यह सबसे अलग लगता है और आप पहले व्यक्ति हैं जो इस डिजाइन का पंजीकरण करवाते हैं परंतु पेटेंट एक अलग मार्ग का अनुसरण करता है पेटेंट स्पेसिफिकेशन को विस्तार से पूरा आविष्कार समझाना होता है इसमें सिर्फ अविष्कार अविष्कार की कार्य पद्धति अविष्कार की विशेषताएं इसके लाभ और विभिन्न बदलाव ही नहीं बताने होते बल्कि यह भी बताना होता है कि इस अविष्कार से पहले क्या हो चुका है इसलिए वह अपने अविष्कार की व्याख्या करता है और अपनी अविष्कार से पहले की पृष्ठभूमि का भी वर्णन करता है उसके सामने क्या तकनीक थी और किस प्रकार उस व्यक्ति के लिए जो इस कला में पारंगत था यह अविष्कार करना संभव नहीं हो पाया परंतु वह अपने अविष्कारक प्रयासों के कारण ऐसा कर पाया इस प्रकार वह इस पृष्ठभूमि के साथ वर्णन शुरू करता है उसके पश्चात अविष्कार का प्रयोजन समझाता है किस प्रकार उसने समस्याओं का समाधान कियावह प्रतीकों की व्याख्या भी करता है और यदि यह अविष्कार एक मशीनी अविष्कार है तो यह किस प्रकार काम करता है इसके कौन कौन से हिस्से हैं और अंत में वह दावा करता है इस प्रकार अविष्कार की व्याख्या करने की पूरी प्रक्रिया के पश्चात पेटेंट स्पेसिफिकेशन होता है पेटेंट कार्यालय सिर्फ पंजीकरण करने का काम ही नहीं करता यह हर विवरण की गहनता से जांच करता है फिर भारत में सही धारक को रिपोर्ट देकर यह जांच होती है इसे हम पहली परीक्षा रिपोर्ट कहते हैं पहली परीक्षा रिपोर्ट जब भी जाती है तो सही धारक से पूछा जाता है कि किसी आपत्ति होने की दशा में वह कैसे अपने अविष्कार को सही ठहरा सकता है अधिकतर मामलों में यदि आपत्तियां होती हैं तो यह तकनीकी या ठोस आपत्तियां होती हैं यदि patent ऐसे विषय वस्तु को कवर करता है जो भारतीय कानून के अंतर्गत पेटेंट होने के योग्य नहीं है तो ऐसे मामले में आपत्ति होती है यदि patent कुछ ऐसी चीज को कवर करता है जो पहले से मौजूद कला में पहले ही मौजूद है या हर व्यक्ति के लिए करनी आसान हैतो इन सभी मामलों में कार्यालय ठोस आपत्तियां उठाता है और इन ठोस आपत्तियों को खत्म होने में समय लगता है कार्यालय द्वारा किसी पेटेंट के निवेदन पर आपत्तियां उठाना patent prosecution कहलाता है यह प्रक्रिया बहुत विस्तृत और जटिल है पेटेंट प्रॉसीक्यूशन और डिजाइन अधिकार प्रॉसीक्यूशन से भिन्न होती है अधिकार प्रदान करने से पहले इसमें बहुत विस्तृत वर्णन शामिल होता है और व्यक्ति जो भी कहता है उसका बहुत विस्तार से विश्लेषण होता है इस प्रकार पंजीकरण उन प्रमुख तत्वों में से एक है जिनके द्वारा हम बौद्धिक संपदा को परिभाषित कर सकते हैं जब विभिन्न प्रकारों की बौद्धिक संपदा अधिकारों की बात होती है तो विषय वस्तु की तरह पंजीकरण भी भिन्न होता है विभिन्न प्रकार की बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया विभिन्न होती है तब यह अधिकार बौद्धिक संपदा अधिकारों का सेट प्रदान करते हैं चाहे यह पेटेंट हो ट्रेडमार्क हो या कॉपीराइट डिजाइन वह एक अधिकारों का सेट प्रदान करते हैं वास्तव में यह सही धारक को अधिकारों का एक बंडल देते हैं और यह अधिकारों का बंडल किसी साहित्यिक कार्य के मामले में भी भिन्न होता है इस अधिकार में किसी विषय वस्तु को प्रिंट करने का पब्लिश करने का फिल्म बनाने का या रिकॉर्ड करने का अधिकार शामिल है क्योंकि यहां एक विचारों की अभिव्यक्ति है आप समझ जाते हैं कि जब अभिव्यक्ति के सभी रूप एक माध्यम में कैद हो सकते हैं तो कॉपीराइट जटिल हो जाता है क्योंकि कॉपीराइट का अधिकार प्रतियां बनाने का अधिकार है और जब आप प्रतियां बनाने के अधिकार की बात कर रहे होते हैं तो इसमें एक माध्यम होता है कॉपीराइट का अधिकार आने से पहले यानी औद्योगिक क्रांति आने से पहले संसार में ज्ञान को प्रसारित करने के लिए मौखिक सूत्र परंपरा का पालन किया जाता था आपके बच्चे नर्सरी राइम्स पढ़ रहे हैं जो आपने और शायद आपके माता पिता ने भी स्कूल में पढ़ी थी मौखिक सूत्र परंपरा के कारण वही नर्सरी राइम वर्षों तक दोहराई गई यह औद्योगिक क्रांति के समय से पहले होता रहा है जिसे इतिहास में उस पॉइंट के तौर पर देखा जाता है जहां से अधिकार अस्तित्व में आए यहां मैं कुछ पुराने अधिकारों के उदाहरण दूंगा जो तब भी उपस्थित थे जब राजाओं ने इन अधिकारों को देना शुरू किया परंतु औद्योगिक क्रांति के आगमन के पश्चात इन अधिकारों को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो गई इन ऐतिहासिक कारणों के भी कुछ कारण है जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे इस प्रकार जब कॉपीराइट वास्तव में अस्तित्व में आए या कॉपीराइट पहचान योग्य अधिकार बनने से पहले मौखिक सूत्र परंपरा हुआ करती थी समग्र मौखिक सूत्र परंपरा एक ऐसी परंपरा थी जिसमें लोग कुछ चीजों को याद रखते थे और अगली पीढ़ी को सौंप देते थे अगर अब आप ऐसा करते हैं तो तकनीकी रूप से आप कॉपीराइट का उल्लंघन करते हैं अब माध्यम आपका दिमाग है जिसमें आप कुछ चीजें याद रखते हैं और अगली पीढ़ी को दे देते हैं और अगली पीढ़ी या वह व्यक्ति जिसके मस्तिष्क में आपके द्वारा उन चीजों को याद किया था वे उन चीजों को अगली पीढ़ी को दे देते हैं इसलिए जब तक पदार्थ को किसी माध्यम में कैद ना किया जाए तो यह कॉपीराइट के दायरे से बाहर रह सकता है क्योंकि कॉपीराइट में चीजों को किसी माध्यम में रिकॉर्ड या व्यक्त करना होता है इसलिए माध्यम को कागज पर print करें यदि यह फिल्म है तो इसे पेपर रिकॉर्ड करें और अब यह डिजिटल है आप समझेंगे कि जब हम प्रतियां बनाने की बात करते हैं तो इसमें एक माध्यम होना जरूरी है यदि किसी ने कविता सुनाते हुए आपके दिल को छुआ है और आपने इसे याद कर लिया है तो आप यह नहीं कहते कि आपने इसकी प्रति बना ली है आम बोलचाल की भाषा में भी इसके लिए अलग अलग शब्द है आप सिर्फ यह कहते हैं कि मैंने इसे दिल से याद कर लिया है यह एक जटिल बिंदु है जिसे आप को समझने की आवश्यकता है और इसके पीछे निश्चित रूप से कुछ इतिहास है इस अर्थ में जब कॉपीराइट एक अधिकार के रूप में उभर कर आया और यदि आप इससे पहले देखेंगे तो पाएंगे कि विशेषतः यूरोप में मौखिक सूत्र परंपरा रही है और वहां पर्याप्त मात्रा में अध्ययन हुआ है और जो इस मौखिक सूत्र परंपरा का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है वह शेक्सपियर था शेक्सपियर को जैसे कि आप जानते हैं वास्तव में मौखिक सूत्र परंपरा से विरासत मिली थी और ऐसे अध्ययन भी हैं जो कहते हैं कि कुछ चीजें जो उन्होंने लिखी थीं वे पहले से ही मौखिक सूत्र परंपरा में थीं इस प्रकार इतिहास में एक बिंदु था जहां से अधिकारों को मान्यता प्राप्त हुई और औद्योगिक क्रांति के कारण यह दूर दूर तक फैल गई औद्योगिक क्रांति में इसका बहुत रोचक योगदान रहा है क्योंकि वह सभी चीजें जिनके बारे में हम बात कर रहे थे जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार यह सभी औद्योगिक क्रांति के साथ अस्तित्व में आए हम ने यह कहा कि इन अधिकारों को दोहराया जा सकता है आप इनकी विविध प्रतियां बना सकते हैं दोबारा बना सकते हैं और यदि आपके पास पहली प्रति है तो आप इसकी कई प्रतियां बना सकते हैं औद्योगिक क्रांति वास्तव में निर्माण का मशीनीकरण कर दिया इसके कारण उत्पादों की कई प्रतियां बनाना आसान हो गया औद्योगिक क्रांति ने वस्तुओं को मूल्य प्रदान किया क्योंकि बड़ी संख्या में उनका निर्माण हो रहा था और औद्योगिक क्रांति के साथ मार्केटिंग इंडस्ट्री भी अस्तित्व में आ गई इससे पहले लोग इस प्रकार या स्तर पर मार्केटिंग नहीं कर रहे थे जैसा उन्होंने अब शुरू कर दिया था यह पुनः वैसा ही है जैसा हमने बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में चर्चा की थी हमने कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकार मूल्यवान अधिकार हैं उनका व्यवसायिक मूल्य है और बौद्धिक संपदा अधिकार एक विचार से जुड़े होते हैं जिसे हम दूसरों से बांट सकते हैं जिसे हम व्यक्त कर सकते हैं और जिससे या जिस पर हम कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं यदि आप सिर्फ औद्योगिक क्रांति के आगमन को ही देखते हैं तो आप देखेंगे की बहुत सारी चीजों ने औद्योगिक क्रांति के विकास में योगदान दिया है उनमें से एक चीज प्रिंट टेक्नोलॉजी का विकास है अब इसके कारण विचारों का तीव्र गति से प्रसार हुआ क्योंकि प्रिंट टेक्नोलॉजी उन्नत हो गई और प्रतियां बनाना आसान हो गया महान विचार व्यक्त करने वाले महान कार्यों की भी प्रतियां बननी शुरू हो गई जिन्हें अब दूसरे स्थानों पर भी भेजा जा सकता था स्टील के अविष्कार के बाद हमारी योग्यता समुद्री जहाज पर लंबी समुद्री यात्राओं द्वारा समुद्र को पार करने की भी हो गई हमने यह भी पाया कि लोग एक दूसरे से मिल रहे थे या बड़ी तेज गति से सीमाएं पार कर रहे थे इतनी बड़ी संख्या में ऐसा इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुआ और वास्तव में यूरोप में अनुवाद की कार्यों की आवश्यकता भी महसूस हुई इस प्रकार जब भी कोई जर्मन दार्शनिक या जर्मन कलाकार अपना कार्य लेकर आया तो उनके कार्य का तुरंत अनुवाद हुआ और उनके विचार पूरे इंग्लैंड में फैल गए इसलिए जब लोगों ने घूमना शुरू किया तो उन्होंने एक दूसरे को समझने में और अन्य भाषाओं में अनुवाद और व्याख्या के पूरे क्षेत्र में अपना योगदान दिया जिसके कारण विचारों का प्रचार प्रसार तेजी से हुआ इसलिए यही कारण है कि हम औद्योगिक क्रांति को एक बिंदु मानकर चलते हैं जहां से बौद्धिक संपदा अधिकार अस्तित्व में आए और विचारों का प्रसार हुआ